तो चलिए हम घड़ी की डिज़ाइन पर चर्चा जारी रखते हैं इसलिए यदि हम अपने पिछले व्याख्यान को याद करें तो हमने कुछ मापदंडों बात की थी जैसे कि स्केव जिटर सेटअप टाइम होल्ड टाइम आदि I और और हमने ये भी जाना की इन सभी मापदंडो की एक तथाकथित पाइपलाइन जैसे प्रकिर्या के निष्पादन के दौरान अधिकतम क्लॉक साइकिल टाइम निर्धारित करने में क्या भूमिका रहती है जहां बीच में कुछ लॉजिक सर्किटरी के साथ स्टोरेज स्टेज भी होते हैं I इसलिए इस व्याख्यान में हम उन विभिन्न कारकों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो क्लॉक स्केव को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए मैं इन पहलुओं को एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पारिभाषिक शब्द लीफ नोड का उपयोग किया था तो चलिए मैं इसे एक बार फिर से समझाता हूं तो मेरे पास एक चिप है मेरे पास एक बाहरी क्लॉक सिग्नल है जो बाहर से आ रहा है और कई टर्मिनल पॉइंट हैं जहां मुझे अपनी क्लॉक सिग्नल को फीड करना है इन्हें क्लॉक नेटवर्क का लीफ नोड या लीफ पॉइंट कहा जाता है इसलिए मेरे क्लॉक नेटवर्क में मुझे इस सिग्नल को प्रत्येक टर्मिनल पॉइंट से कनेक्ट करना है मुझे इसे प्रत्येक पॉइंट से जोड़ना है और इन्हें लीफ नोड्स या लीफ पॉइंट कहा जाता है तो पहला कारक जो स्केव को प्रभावित करता है वह नेटवर्क की विद्युत समरूपता है विद्युत समरूपता का मतलब है कि मैं क्लॉक को कहीं से उत्त्पन्न कर रहा हूँ और मैं इसे लीफ या टर्मिनल पॉइंट पर भेज रहा हूँ या वितरित कर रहा हूं अब विद्युत समरूपता का अर्थ है कि इनमें से प्रत्येक पथ का विद्युत विलंब क्या होगा वह कारकों की संख्या पर निर्भर करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए पथ के साथ प्रतिरोधक और कैपेसिटिव प्रभाव होगा और इसका अर्थ यह है अधिष्ठापन का प्रभाव भी होगा इसलिए यदि आप तारों को इस तरह से बिछाते हैं कि इन तारों में से प्रत्येक पर देरी या विलंब लगभग संभव सीमा के अंदर एक समान होगी तब ही आप किसी प्रकार की समरूपता प्राप्त कर सकते हैं यह नेटवर्क के विद्युत समरूपता से अभिप्राय है I इसलिए इस आरेख में मैंने जो कुछ भी यहां दिखाया है यदि Δ1 इस पथ की देरी है तो Δ2 इस पथ की देरी है और Δn इस पथ का विलंब है मैं चाहता हूं कि ये सभी देरी लगभग एक समान होनी चाहिए यह एक आवश्यकता है जिसे हमें संतुष्ट करना है और यह देरी विद्युत विलंब के संदर्भ में हो रही है जहां हम प्रतिरोधक और कैपेसिटिव प्रभावों को शामिल कर रहे हैं अगले मुद्दे क्लॉक बफर्स और इंटरकनेक्ट्स की प्रक्रिया में भिन्नता है खैर क्लॉक बफर पर वापिस आएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन इसका मतलब यह है कि आप इन सभी क्लॉक सिग्नल्स को एक तरह का सिग्नल देखते हैं जहां हज़ारों की संख्या में या उससे भी ज़्यादा लीफ नोड्स लीफ क्लॉक्स हो सकते हैं तो आप सिंगल लाइन को हज़ारों अन्य बिंदुओं से सीधे जुड़े होने की उम्मीद नहीं कर सकते तो आपको किसी प्रकार के बफर की आवश्यकता है या तो एक वर्तमान बफर जो कि कई अलग अलग घड़ी पॉइंट के लिए प्रयाप्त हो सकता है या आपके पास इस तरह के बफ़र्स का एक नेटवर्क हो सकता है इसलिए यहां से आप संभवतः फ़ीड कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इंटरकनेक्शन की लंबाई होगी पथ पर होने वाले प्रभावों को और इन बफर्स के विलम्भ को भी प्रभावित करती है यह दोनों यहां महत्वपूर्ण होंगे तो प्रक्रिया भिन्नता का अर्थ है जब ये गढ़े जाते हैं तो एक बफर से दूसरे में कुछ बदलाव होंगे इसलिए कोई भी 2 बफ़र्स देरी के मामले में बिल्कुल समान रूप से नहीं हो सकते हैं तो उस वजह से स्केव सामने आ सकता है VLSI सर्किट में एक सर्किट की देरी या किसी तरह के उप सर्किट की देरी इसकी एक और संपत्ति है कि यह बिजली की आपूर्ति पर निर्भर करती है इसलिए चिप के अंदर फिर से कुछ भौतिक प्रभाव या परजीवी प्रभाव के कारण अगर बिजली की आपूर्ति में भिन्नता होती है तो परिणामस्वरूप सर्किट की देरी में प्लस माइनस भिन्नता भी होगी जो फिर से स्केव को पैदा कर सकती है तो तीसरा बिंदु बफ़र किए गए क्लॉक की विद्युत आपूर्ति में भिन्नता है फिर उन सभी रास्तों के लिए कपलिंग की क्षमता जो क्लॉक लीफ नोड्स के लिए अग्रणी हैं वे विद्युत समान नहीं हो सकते हैं उनमें से कुछ के लिए कपलिंग की क्षमता अन्य लाइनों के साथ प्रभावित करते हैं हम पहले से ही मान कर चल रहे हैं अन्य लाइनों की तुलना में अधिक हो सकते हैं तो कुछ लाइनों में दूसरी लाइनों की तुलना में अधिक मात्रा में देरी हो सकती है तो इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से डाई के आस पास के तापमान में भिन्नता को भी ध्यानपूर्वक देखना होगा अगर आप अपनी चिप को उचित तरीके से डिज़ाइन नहीं करते हैं तो आपके सिलिकॉन का कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में अधिक गर्म हो सकता है अब आप जानते हैं कि इस अधिकांश उपकरणों के भौतिक पैरामीटर तापमान में परिवर्तन के साथ काफी बदलते हैं इसलिए यदि चिप का एक हिस्सा अन्य भाग की तुलना में गर्म है तो हो सकता है कि एक भाग की देरी दूसरे भाग की देरी से अलग होगी तो इस वजह से स्केव सामने आ सकता है इसलिए कई ऐसे कारक हैं जिनके लिए स्केव उत्पन्न की जा सकती है और ऐसे भिन्नता प्रभाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है उनमें से कुछ को नियंत्रित करना लगभग असंभव है वैसे तो कुछ शब्दावली को पहले ही हमने पिछले व्याख्यान में जान लिया था लेकिन मैं उन्हें फिर से बताता हूं तो हम कभी कभी क्लॉक की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं क्लॉक की चौड़ाई क्लॉक की अवधि के बराबर नहीं है क्लॉक की चौड़ाई का अर्थ है कि क्लॉक कितनी देर तक उच्च स्थान पर रहती है क्योंकि क्लॉक का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है I क्लॉक की चौड़ाई वह समय अवधि होती है जिसके लिए घड़ी उच्च स्थान पर रहती है इसके कुछ फ्लिप फ्लॉप के लिए न्यूनतम समय की आवश्यकता हो सकती है न्यूनतम समय अवधि जिसके लिए क्लॉक के सिग्नल को उच्च होना चाहिए ताकि फ्लिप फ्लॉप ठीक से काम करे जैसे कि आप देखते हैं आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप हो सकता है जो कि एज पर ट्रिगर होता है इसका मतलब है कि आप जब भी 0 से 1 के लिए उम्मीद करते हैं यानि कि क्लॉक इनपुट पर बढ़त आ रही है यह इनपुट मूल्य को ट्रिगर और संग्रहित करेगा लेकिन क्या होगा अगर क्लॉक पर लागू होने वाली पल्स इतनी संकीर्ण है कि फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर करने में सक्षम नहीं है उदाहरण के लिए एक पिकोसेकंड की चौड़ाई जितनी पल्स जो आमतौर पर फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं है वह पल्स न्यूनतम चौड़ाई का होना चाहिए तभी फ्लिप फ्लॉप किनारे को काट सकेगा और उचित तरीके से काम कर सकेगा I वह क्लॉक की चौड़ाई एक बाधा है तब सेटअप टाइम आता है यह आमतौर पर t सेटअप या t su दोनों द्वारा निरूपित किया जाता है दोनों एक ही सेटअप समय हैं मैं दोहरा रहा हूँ यह समय की मात्रा है जिसमे क्लॉक एज के आने से पहले फ्लिप फ्लॉप को जाने वाला इनपुट स्थिर हो जाना चाहिए पोस्टिव एज ट्रिगर्ड के लिए यह उच्च स्तर पर होता है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के लिए निम्न स्तर पर क्लॉक एज के आने से पहले मुझे अपने इनपुट को कितने समय के लिए होल्ड करके रखना है वह समय होल्ड टाइम है सेटअप समय वह समय है जो मुझे क्लॉक एज आने से पहले इनपुट डेटा को लागू करने के लिए दिया जाना चाहिए इसी प्रकार होल्ड टाइम है जिसे t होल्ड या t h से चिन्हित किया जाता है इसकी भूमिका क्लॉक एज आने के बाद आती है तो यह समय की वो मात्रा है जब क्लॉक एज के आधार पर उच्च या निम्न बदलाव के बाद फ्लिप फ्लॉप पर इनपुट स्थिर होना चाहिए इसलिए क्लॉक की एज आने से पहले मेरे पास एक न्यूनतम समय होना चाहिए मुझे अपना डेटा स्थिर रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि जब भी एज आती है और प्रकिर्या का सञ्चालन अपने आप सही तरीके से हो जायेगा मैं अपना डेटा तुरंत हटा दूँ ऐसा नहीं है आप डेटा को होल्ड टाइम के बाद ही हटा सकते हैं और क्लॉक एज आने से पहले आपको डेटा को थोड़ा पहले लागू करना होगा इसलिए सारांश के लिए उदाहरण के लिए कहूं तो फ्लिप फ्लॉप के लिए मेरी क्लॉक एज यहाँ आ रही है यह मेरा समय है इसलिए मेरा इनपुट डेटा यहां से शुरू होने के लिए तैयार होना चाहिए और यहां तक लागू होना चाहिए यह मेरा सेटअप समय है यह आपको याद रखना चाहिए और अंतिम बात यह है कि ये प्रसार देरी हैं प्रसार देरी का मतलब है कि क्लॉक के एज से घूरना और यह देखना कि आउटपुट को बदलने के लिए कितना समय चाहिए तो आउटपुट का मतलब फ्लिप फ्लॉप का उत्पादन नहीं है फ्लिप फ्लॉप लॉजिक कुल प्रसार देरी क्लॉक के एज से शुरू करके अधिकतम प्रसार विलंब क्या है जिसके बाद मेरा आउटपुट उपलब्ध हो जाएगा तो यह या तो उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है तो आप जिस क्लॉक एज पर काम कर रहे हैं उसके आधार पर यह t p उच्च से निम्न या t p निम्न से उच्च तक हो सकता है प्रसार में देरी है इसलिए सेटअप परेशान है इसलिए यहां मैं इसे आरेखीय रूप से दिखा रहा हूं आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो इसलिए मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है इनपुट आ रहा है यह मेरा इनपुट है यहां मैं एक फ्लिप फ्लॉप दिखा रहा हूं लेकिन मेरा मतलब है कि एक पाइप लाइन में फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होगा इसलिए रजिस्टर करें यही कारण है कि मैं वेक्टर नोटेशन में दिखा रहा हूं इनपुट डेटा आ रहे हैं इस नोटेशन का मतलब है प्रवेश डेटा बदल रहा है इसलिए यहां मेरा नया डेटा आ रहा है इसलिए मेरा नया डेटा इनपुट में आने के बाद मुझे इसे कम से कम समय के लिए स्थिर रखना होगा t सेटअप जिसके बाद ही मेरा क्लॉक एज आ सकता है और जब मेरी क्लॉक की एज आ सकती है मुझे अपने डेटा को दूसरी बार t होल्ड के लिए स्थिर रखना चाहिए इसलिए मेरे डेटा को क्लॉक से पहले न्यूनतम समय और घड़ी के बाद न्यूनतम समय के साथ स्थिर रखा जाना चाहिए यह सेटअप और होल्ड समय की आवश्यकता है तो आप कह सकते हैं कि मुझे अपने डेटा को कुछ समय के लिए स्थिर रखना होगा जो कि इस समय के साथ t सेटअप t होल्ड से अधिक होना चाहिए कांस्ट्रेन्ड पिन का मतलब है कि इस तरह की टाइमिंग की कमी को संतुष्ट होना होगा तांकि इनपुट डेटा सही से लिया जा सके तो आइए हम इस तरह का एक परिदृश्य देखें यह अलग समय को दर्शाता है जो मैंने अभी पेश किया है D फ्लिप फ्लॉप तो क्लॉक का सिग्नल आ रहा है मैंने सिर्फ क्लॉक की पल्स की चौड़ाई के बारे में कहा जो कि t w है और क्लॉक के आने से पहले D इनपुट को t सेटअप के न्यूनतम समय से पहले लागू किया जाना चाहिए और क्लॉक के आने के बाद इसे कम से कम t होल्ड समय तक जारी रखना चाहिए उप सेटअप और होल्ड और घड़ी के एज के आने के बाद इस t प्रोपेगेशन hl का मतलब है कितने समय के बाद यह Q आउटपुट उपलब्ध है इसलिए D लागू होने के बाद क्लॉक चली जाती है यहां कुछ t p hl हो सकते हैं कुंजी आउटपुट उपलब्ध है यहां Q परिवर्तित हो जाता है तो यह होल्ड टाइम t p hl है इसलिए ये ऐसे समय हैं जिनकी हमने चर्चा की है सेटअप समय होल्ड समय क्लॉक की चौड़ाई और प्रचार देरी उच्च से निम्न या निम्न से उच्च जो भी क्लॉक के पोलो के सापेक्ष निर्भर करता है अब अगर मुझे कैस्केडिंग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पता होता तो समय के बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें हम अब एक एक करके देखेंगे इसलिए यदि एक फ्लिप फ्लॉप प्रसार देरी होल्ड टाइम से अधिक है तो एक समस्या हो सकती है दूसरा चरण प्रतिबद्ध हो सकता है यह इनपुट है जो प्रथम फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में परिवर्तनों के पहले आती है होल्ड टाइम देखें जिसे आप अभी एक बार फिर से याद करते हैं क्लॉक टाइम सही समय है जब क्लॉक की एज सही आने के बाद डेटा को स्थिर रखा जाना चाहिए तो दोनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक फीड किया जा रहा है इसलिए क्लॉक आने के बाद मेरे इनपुट को न्यूनतम समय के लिए स्थिर रखना होगा जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आपके फ्लिप फ्लॉप के प्रसार में देरी होती है इसलिए क्लॉक के आने के बाद कुछ देर के बाद यह स्केव भूमिका स्थिर हो जाती है और यदि यह देरी होल्ड टाइम से अधिक हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके दूसरे फ्लिप फ्लॉप को सही ढंग से जवाब देने के लिए प्रयाप्त न्यूनतम समय नहीं मिल पायेगा तो समय में त्रुटि हो सकती है अब यह आरेख सही परिदृश्य दिखाता है तो क्या होना चाहिए आप देखते हैं कि वही 2 फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे को फीड कर रहे हैं इसलिए अंतिम में क्लॉक दिखाई गयी है यहाँ मैं यह दिखा रहा हूँ इनपुट डेटा को क्लॉक की एज से पहले न्यूनतम t सेटअप समय पर लागू किया जाता है और क्लॉक की एज आने के बाद t होल्ड समय का न्यूनतम समय यह इनपुट स्थिर होना चाहिए वास्तव में न्यूनतम समय कम से कम इतना होना चाहिए और मान लें कि इस फ्लिप फ्लॉप और इस लाइन के बीच में कुछ सर्किटरी है या प्रसार में देरी है मान लीजिए कि यह t p lh है तो एक इनपुट इस समय के लिए स्थिर होना चाहिए और इसके बाद ही t p lh Q0 स्टेट को सही रूप में बदल देगा और फिर से अगली क्लॉक में जब Q1 बन जाता है Q0 1 हो जाता है उससे अगली क्लॉक में Q1 t p hl देरी और t setup के बाद फिर से 1 हो जाएगा तो इस तरह से फ्लिप फ्लॉप सही काम करेगा यह ऑपरेशन का सही परिदृश्य है अब देखते हैं कि जब 2 क्रमिक चरणों के बीच क्लॉक स्केव होती है तो समस्याओं के साधन क्या सकते हैं इसे एक एक करके कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं यहां हमने जानबूझकर एक इन्वर्टर पेश किया है देखें कि 2 D फ्लिप फ्लॉप हैं क्लॉक इनपुट्स C1 C2 हैं C1 एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है C2 एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है इसलिए इन्वर्टर की वजह से एक ही क्लॉक उन दोनों को चालू कर देगी लेकिन यह इन्वर्टर हम सिर्फ यह दिखाने के लिए पेश करते हैं कि C2 में थोड़ी देरी होगी C1 के बाद क्लॉक C2 को स्केव कर दिया जाता है और मान लीजिए कि हमारे पास एक संगणना सर्किट है या साधारण OR गेट हैं बता दें कि यहां क्या होता है यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां मैं इस इन्वर्टर की देरी को नजरअंदाज कर रहा हूं इसलिए मैं मान कर चल रहा हूँ कि C1 और C2 लगभग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं I C1 का 0 से 1 और C2 का 1 से 0 एक साथ हो रहे हैं तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप की देरी होगी इस फ्लिप फ्लॉप की देरी या OR गेट की देरी अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए OR गेट सेटअप समय की देरी होगी इसलिए अगली क्लॉक के आने से पहले D2 को इस समय के लिए स्थिर होना चाहिए इस प्रसार विलंब के बाद और D2 के यह या यहां वाला आउटपुट 1 हो जाता है क्योंकि Q1 OR की देरी के बाद 1 हो जाता है OR का यह आउटपुट 1 हो जाता है और इसे t सेटअप के न्यूनतम समय के लिए स्थिर रखना पड़ता है t में केवल u होता है कि यह सही तरीके से काम करेगा तो हालत यह है कि पल्स की चौड़ाई t w फ्लिप फ्लॉप प्रचार विलंब की अधिकतम सीमा के बराबर होनी चाहिए इस लॉजिक सर्किट में अधिकतम इस आदेश में देरी हो रही है मैं कह रहा हूं कि समय का सेटअप ये सभी 3 चीजें एक साथ ली गई हैं यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां मैं इन्वर्टर देरी की अनदेखी कर रहा हूं अगर क्लॉक स्केव नहीं है लेकिन यहां क्लॉक स्केव होगी जिसके कारण यहां देरी होगी C2 देरी से मिलेगा यह आपका स्केव यहाँ दिखाया जाएगा इसलिए क्लॉक 0 से 1 तक जा रही है और क्लॉक 2 1 से 0 पर जा रही है इसमें देरी होगी यह t इनवर्टर t iv और v के बराबर है जो कि t w था इस वजह से यह वास्तव में घटाया हुआ मिल रहा है क्योंकि किसी भी तरह से आपको कुछ न्यूनतम देरी की आवश्यकता है लेकिन पहले से ही क्लॉक में देरी हो रही है तो इस देरी के बाद आप देख सकते हैं कि यहां हर जगह देरी हो रही है तो पहले जब भी यह क्लॉक आती है ये 3 प्रकार की देरी उस t ff या t su के बाद आ रही है लेकिन दूसरा इनवर्टर देरी के बाद कंप्यूटिंग शुरू कर देता है क्योंकि यह क्लॉक का एज इस t in देरी के बाद आता है तो वास्तव में इस दूसरे के लिए कन्स्ट्रैनेड मैक्स स्टेप प्लस माइनस t इन्वर्टर का न्यूनतम हो जायेगा मैं यहां 2 परिदृश्य दिखा रहा हूं यहां यह एक OR गेट है यह सेटअप समय है जो लगभग बराबर हैं यह सीमित मामला है इसलिए जब क्लॉक को स्केव किया जाता है तो आपको इन स्थितियों को पूरा करना होगा यह आपको जानना होगा इस तरह के सर्किट के लिए यह शर्तें होंगी अगला मामला उल्टा है जहां C1 में देरी हो रही है तो चलिए यहाँ एक इन्वर्टर डालें और मान लें कि जब भी C1 पर पॉजिटिव एज आ रही है और C2 पर नेगेटिव एज आ रही है तो दोनों एक साथ ट्रिगर हो गए होंगे उसी तरह से यह पहला परिदृश्य है अगर क्लॉक स्केव नहीं है तो t w इन 3 में से कुछ के बराबर होगा उसी तरह लेकिन अगर क्लॉक को स्केव किया जाता है तो यह पिछली बार की तरह है क्लॉक स्केव नहीं है लेकिन क्लॉक स्केव की वजह से C1 में देरी हो रही है तो अब क्या होगा यह D2 पर जो कुछ भी आ रहा है C2 एज पर जो कुछ भी आ रहा है उसे कुल t सेटअप समय नहीं मिल रहा है यह कम हो रहा है D2 केवल यहां स्थिर हो रहा है और यह एक समय के लिए स्थिर हो रहा है जो t सेटअप से कम है इसलिए यहां त्रुटि की स्थिति है तो ऐसी स्थितियाँ और सीमित मामले आपके पास हो सकते हैं यह हमारे इन्वर्टर की देरी इतनी हो सकती है तो हमें क्या शर्त पूरी करनी है यह अब जुड़ जाएगा क्योंकि यह एक पहले कंप्यूटिंग है और फिर आप इसे गणना करते हैं और क्योंकि यहां देरी हो रही है सब जगह देरी हो रही है इसलिए जब तक यह पूरा नहीं होता है आप इसे शुरू नहीं कर सकते इसलिए यह इन्वर्टर देरी से यहां जुड़ जाएगा तो विचार यह है कि यदि 2 फ्लिप फ्लॉप है तो एक के बाद एक यदि आप पहले वाले की क्लॉक में देरी करते हैं जो एक खराब स्थिति है तो आपकी कुल देरी की आवश्यकता बढ़ जाती है लेकिन यदि आप दूसरे की घड़ी में देरी करते हैं तो उल्टे विलंब को घटाकर ऋणात्मक घटाया जाता है तो आपको उस मामले में क्लॉक के लिए अतिरिक्त देरी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है तो ये कुछ विलंब गणना हैं जिनका उपयोग आप क्लॉक के चक्र के समय का वास्तविक अनुमान लगाने और किसी एक को सुधारने या अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं तो ये कुछ सरल गणनाएँ हैं अब जो भी आपने देखा है उसे सारांशित करने के लिए अधिकतम क्लॉक फ्रीक्वेंसी गणना को सामान्य तौर पर इस तरह से देखेंगे तो मेरे पास एक फ्लिप फ्लॉप है बीच में एक लॉजिक नेटवर्क है सामान्य रूप से एक और फ्लिप फ्लॉप है क्लॉक C1 और C2 हैं पहले परिदृश्य में C2 को C1 के बाद स्केव किया जाता है इसका मतलब है कि C2 में देरी हो रही है तो पहला मामला जो आप दिखाते हैं इसलिए वहां आपकी क्लॉक की चौड़ाई की समयावधि फ्लिप फ्लॉप के प्रसार विलंब के बराबर या अधिक होनी चाहिए लॉजिक नेटवर्क सेटअप समय की अधिकतम देरी इस विलंब को घटा देती है मान लीजिए कि C2 इन्वर्टर देरी के बाद आ रहा है इसलिए मैं t inv को कॉल कर रहा हूं लेकिन अगर यह दूसरा दौर है तो C1 में देरी हो रही है तो C2 आ रहा है तो C1 में यहाँ एक इन्वर्टर है तो आपका t w बढ़ रहा है जिसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आपका पहला मामला बेहतर है आपकी फ्रीक्वेंसी में सुधार हो रहा है दूसरा मामला सबसे खराब है जिसमे आपकी फ्रीक्वेंसी घट रही है तो ये कुछ मापदंड हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को अनुकूलित करने के लिए इसका अनुसरण कर सकते हैं अब एक और सरल छोटा उदाहरण है जैसे आपके पास इस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से दूसरे में सीधा संबंध है यह कह रहा है कि C1 और C2 के बीच कितना स्केव सहन किया जा सकता है मान लीजिए कि C2 में देरी हुई है तो केस 1 C2 के बाद आता है तो यह कुछ ऐसा है जैसे यह C2 t sk के विलंब के बाद आ रहा है तो आपके पास सेटअप समय की आवश्यकता है C1 एज न्यूनतम सेटअप टाइम और होल्ड टाइम और मान लीजिए कि यह आपके प्रसार की देरी है इससे पहले कि D2 इस लाइन के प्रसार विलंब तक पहुंच जाए तो इस सबसे खराब स्थिति में इस देरी के बाद क्या होता है यह देरी के बिना था लेकिन अगर इसमें देरी हो रही है तो सब कुछ सही में स्थानांतरित हो रहा है C2 में देरी हो रही है यह थोड़ा विलंबित था देरी बढ़ रही है इसलिए यहां एक एज दूसरे एज को छू रही होगी यह एक सीमित मामला है इससे परे एक त्रुटि होगी अगर इसे और कम किया जाता है तो होल्ड समय की आवश्यकता का उल्लंघन होगा तो आप इस तरह की स्थिति प्राप्त करते हैं t ff th t sk के कुल से अधिक होना चाहिए आपका प्रसार विलंब इस 2 के बीच में होना चाहिए इस से कम नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से t sk प्रसार विलम्भ माइनस t h होना चाहिए जोकि स्केव से काम होना चाहिए आप जांच सकते हैं कि क्या इस 2 का उल्लंघन किया गया है तो आपका सही संचालन गड़बड़ा जाएगा और यदि C1 को अन्य मामले में देरी हो रही है तो आपके पास एक समान स्थिति है तो आप इसी तरह से एक गणना कर सकते हैं तो मैं इसे आप के लिए छोड़ रहा हूँ ये परिदृश्य हैं C1 में देरी हो रही है और फ्लिप फ्लॉप के बीच अतिरिक्त विलंब इस स्केव गणना को कैसे प्रभावित करता है इसका एक अंतिम उदाहरण देखते हैं मान लीजिए कि बीच में एक मल्टीप्लेक्सर है तो आइए एक परिदृश्य पर विचार करें स्केव C2 में देरी हो रही है स्केव न्यूनतम प्रसार में देरी का समय माइनस होल्ड टाइम है कुल समय t ff माइनस t है जोकि t sk है और जब आप मल्टीप्लेक्सर की देरी को भी शामिल करते हैं तो आपका D2 उस t ff t max के बाद बदल जाएगा और जब दूसरी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की बात आती है तो यह C2 के लिए होल्ड टाइम होगा C से h के न्यूनतम होने के बाद डेटा स्थिर होना चाहिए तो आपकी दूसरी स्थिति कुछ इस तरह से होगी जिसमे कई बार न्यूनतम t ff प्लस मल्टीप्लेक्सर माइनस t h t h यहां घटाया जाएगा तो इस तरह एक सर्किट के लिए सारांश के लिए स्केव ये 2 प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने पहले ही बात की है तो आप इन 2 समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं और एक आप जांच सकते हैं कि क्या ये 2 संतुष्ट हो रहे हैं यदि नहीं तो इसका मतलब है कि कुछ समय का उल्लंघन है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हम अगले लेक्चर में क्लॉकिंग के बारे में कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे धन्यवाद